परिमित लम्बाई की डोरी के कंम्पन तो पुनः आपका स्वागत है हम परिमित डोमैन मे वेव समीकरण को प्रारम्भिक सीमा मान समस्या की तरह देखेगे तो जब आप a से b मे परिमित डोमैन पर ध्यान देते है तो हमने अंतिम विडियो हमने स्ट्रीम लीऔविल्ले समस्या निकली थी तो हम स्ट्रीम लीऔविल्ले समस्या के लिए आइगनमानो तथा आइगन फलनों को ज्ञात करेगे तथा इन संबद्ध आइगन मानों की सहायता से अन्य ODE तथा हम उन्हे सभी हलो को एक साथ भी जोड़ेगे तथा PDE का हल ज्ञात करने का भी प्रयास करेगे तो वह सीमा मान समस्या जिसका हल हमने अभी प्राप्त किया है तो हम देखने का प्रयास करेगे की हम यह कैसे करेगे तो आपको पुनः परिचित करवाने के लिए स्ट्रीम लीऔविल्ले समस्या से शुरू करेगे तो यह हमारे पास सीमा मान समस्या है यह वेव समीकरण है यह परिमित डोरी मे है आपके पास दोनों सिरो a तथा b पर जोड़ी हुए डोरी है तो सीमा प्रतिबंध निश्चित है अब हम इस एक पर ध्यान दे रहे है तथा कुछ भी हो प्रारम्भिक प्रतिबंध समान है तो विस्थापन ux0f द्वारा दिया जाता है तथा यह डोरी का वेग utx0g है जो की दिया गया है तो हमारे पास यह है वेव समीकरण के रूप मे प्रारम्भिक सीमा मान समस्या परिमित डोमैन मे जो की मूलतः पट्टी मे पट्टी है तो यह a से b है तथा यह t है तो यह आपका x डोमैन है तथा यह आपका t डोमैन है यह वास्तव मे पट्टी अनत पट्टी t डोमैन मे है यदि आप केवल x डोमैन को देखे तो यह परिमित है तो इससे आप स्ट्रीम लीऔविल्ले समस्या को निकाल सकते है तो आप चर प्रथक्करण विधि को देख रहे है यह विधि हल मे इन चरो को अलग अलग कर देती है ताकि आप अशून्य हल को देखे ताकि आप इसे समीकरण मे रख सके तथा विभाजित करे इस तरह की बाँये हाथ की ओर केवल x के फलन हो दाई ओर केवल t के फलन हो इसका अर्थ है की यह अचर होना चाहिए हम इसे एक पेरमीटर कहेगे तो यदि आप इसे X −λX 0 लिखते है तो यह एक प्रश्न है तथा दूसरी साधारण अवकल समीकरण T के लिए द्वितीय क्रम की अवकल समीकरण होगी तो T−λ c2T0 तो आप प्रयोग करे आप सीमा प्रतिबंधों का प्रयोग करते है X के लिए सीमा प्रतिबंधों को प्राप्त करने के लिए तो हमारे पास स्ट्रीम लीऔविल्ले समस्या है तो यह आम स्ट्रीम लीऔविल्ले समस्या है तो इस रूप मे यह तो समीकरण इस रूप की है तो यह निश्चित ही एक है तो इसका अर्थ है x का P स्ट्रीम लीऔविल्ले समीकरण है तो p1q0 तथा w1 तो एक बार जब आप देखते है w1 तुरंत आइगन फलनों का अदिश गुणन आप से परिभाषित कर सकते है तो यह आपके पास है तथा मैंने कैसे यह हल प्राप्त किया अब आइगनमानो तथा आइगन फलनों को कैसे ज्ञात करे तो यह स्वयं जुडने वाले रूप का है तो आइगन मान वास्तविक है तो λ वास्तविक होना चाहिए क्योकि स्वयं जुडने वाला या सर कार्य रूप मे पहले तो वास्तविक का अर्थ है λμ2 या λ0 या λ μ2 μ0 के साथ तो इस प्रकार λ वास्तविक है तो λμ2 से शुरू होता है चलिए मानते है की यह आइगन मान है या नहीं यदि आप यह X −μ2X0 कहते है यह ODE है तो हल Xc1 eμxc2 e−μx क्या है यह होमोजिनिअस सामान्य अवकलन समीकरण का हल है अब आप X0 को यहाँ सीमा प्रतिबंधों का प्रयोग कर मुझे c1 eμac2 e−μa0 प्राप्त होता है इसी प्रकार X0 से मुझे c1 eμbc2 e−μb0 प्राप्त होता है तो यदि आप निकाय का अशून्य हल चाहते है इस प्रकार से यह दो समीकरण है तो यदि आप अशून्य हल चाहते है आपके सारणिक का मान 0 होना चाहिए तो इस आव्यूह का सारणिक का मान det ¿ e−μb−a−eμb−a होगा तो यह ओर कुछ नहीं परंतु 2sinh μb−a है तो हम जानते है की sinh ≠0 μ0 b−a0 sinh ≠0 तो 2sinh μb−a≠0 तो क्योकि सारणिक अशून्य है यह केवल हल है जो आपको प्राप्त होता है आव्यूह का व्युत्क्रम करते है तो आप देख सकते है की केवल हल है इसका अर्थ है λμ2 आइगन मान नहीं है आपके पास अशून्य हल है जब आप प्राप्त करते है तब आपका सामान्य हल 0 है तो इसी प्रकार आप λ0 कोशिश कर सकते है इस स्थिति मे X'0 जैसा की समीकरण बन जाती है यह आप λ0 रखते है तो सामान्य हल X c1xc2 है अब आप सीमा प्रतिबंध X 0 X 0 का प्रयोग करे यह साथ मे हमे c1 ac20 c1 bc20 देगे तो आप अंतर लेते है आप इसे हल करते है आप अंतर लेते है आप c1 b−a0 देखते है की यदि आप अंतर ले तो b−a ≠0 एक बार आप c10 यहाँ रखते है किसी भी समीकरण मे यह देखने के लिए की c20 इसका अर्थ है λ0 एक आइगन मान नहीं है क्योकि X0 यहाँ जब λ0 आपके पास अशून्य हल नहीं होगा तो आपके पास केवल एक विकल्प λ μ2 है तो इस स्थिति मे λ μ2 यदि हम रखे तो यह X μ2X0axb होगा तथा आपके पास X0 X0 सीमा प्रतिबंध है यह आपका प्रश्न है अब तो इसका हल X c1cos μxc2sin μx है तो सामान्य हल तथा आपके पास है इस प्रकार यह μ0 आपको प्राप्त होता है केवल ekx रूप के हलों को देखे यदि आप देखते है यदि आप Xekx को देखे आप क्या देखते k2μ20 है तो k±iμ तो eiμx एक हल है एक ओर अन्य रेखीय स्वतंत्र हल e−iμx है तो यदि आप योग तथा अंतर भी ले वह रैखिक स्वतंत्र है वह ओर कुछ नहीं परंतु cos μx तथा sin μx है हल के तो हम इन्हे साथ मे मिला देते है तथा सामान्य हल के रूप मे Xc1cos μxc2sin μx प्राप्त करते है अब आप सीमा प्रतिबंध X0 का प्रयोग करते है जो मुझे समी X c1 cos μac2sin μa0 मिलती है तथा आप X0 का प्रयोग करते है आपको समी X c1 cos μbc2sin μb0 मिलती है पुनः यह निकाय आप इसे निकाय की तरह आव्यूह रूप मे लिख सकते है तो प्राप्त करने के लिए सारणिक 0 होना चाहिए यह det ¿ cos μasin μb−cos μbsin μa0 है ओर कुछ नहीं परंतु detsin μb−a0 है तो अशून्य हल प्राप्त करने के लिए यह संतुष्ट होना चाहिए तो यहाँ क्या होता है तो इसका अर्थ है की आप देख सकते है की μb−anπ n123 क्योकि आप n0μ0 रखे हमने देखा है की यह आइगन मान नहीं है तो यह λ0 के सम्बद्ध है तो हमने देखा है की यह आइगन मान नहीं है तो इसे 123 से शुरू होना चाहिए तो इसका अर्थ है तो μ के इन मानो के लिए हमारे पास है तो इन λ के लिए आपके पास अशून्य हल है क्योकि इस प्रकार सारणिक 0 देता है तो अशून्य हल क्या है आपको ज्ञात करना है तो केवल इन दो समीकरणों को हल करना है अशून्य हल X प्राप्त करने के लिए तो इस समीकरण से c1cosμac2sinμa0 प्रथम समीकरण से आप देख सकते है की तो μnπb−a के मानो के लिए अब मैं को 123 पर निश्चित करती हूँ तो इन मानो के लिए आप देखते है sinμb−a0 की जिसका अर्थ है sinμa cosμa कभी भी 0 नहीं होगे इसी प्रकार μ के किसी भी मान के लिए sinμa तथा cosμa कभी भी 0 नहीं होगे n के 123 मानो पर तो एक बार जब आप इस c1 को प्राप्त कर लेते है मैं रख सकती हूँ तो आप पहला समीकरण ले सकते है आपको यह c1 प्राप्त होजाएगा इसे सामान्य हल में रखे ताकि आपको X प्राप्त करने के लिए तो सामान्य हल X −c2sin μacos μacos μxc2sin μx है तो यह सामान्य हल X −c2sinμx−acosμa है तो यह आपको प्राप्त होता है तो यह एक अचर −c2cosμa है तो इसका अर्थ है की sin μx−a अशून्य हल है अचर गुना यह भी हल है इस प्रकार आपको यह हल प्राप्त होता है अब यदि आप दूसरे समीकरण पर ध्यान दे तथा लिखे c1−c2sin μbcos μb अब यदि आप इसे रखे तो यह मुझे X −c2cosμbsin μx−b देगा तो इसका अर्थ है की पुनः देखे की sinμx−b यह भी अशून्य हल होगा परंतु तब हम जानते है की sinμb−a0 का अर्थ है की sin μb cos μa−cos μb sin μa0 इस के कारण आप इसे लिखने का प्रयास कीजिए अब sinμbcos μa−cos μbsin μa0 से आपको प्राप्त होता है तो आप को बदल सकते है तो आप को देख सकते है तो इसका अर्थ है की तो यह ओर कुछ नहीं है तो आप देखते है की हालांकि दूसरे समीकरण से आपके पास हल है यदि आप c1 को sin μb cos μb के पदो मे लिखते है तो आपको प्राप्त होता है हल के रूप मे जो की पहले के हल sin μx−a के साथ एक अचर ओर है तो इसका अर्थ है की हल केवल दोनों का ही प्रत्येक हलों का अचर गुणन है तो इसका अर्थ है तो इन समीकरणों मे से आप c1 ले इन समीकरणों मे से आप c1 ले आप c2 के पदो मे लिखे तथा आप सामान्य हल मे इसे प्रतिस्थिपित करे वास्तव मे sin μx−a का गुणन है तो यह आप देख सकते है की आइगन फलन वास्तव मे sin μx−a है λ−μ2 μnπb−a से सम्बद्ध है तो यह आपको प्राप्त होता है अब देखे की यह होता है यदि मैं c1 को c2 के पदो मे लिखती हूँ यदि आप c2 को c1 के पदो मे लिखते है यह प्रत्येक यह दो समीकरणों मे c2 को c1 के पदो मे तथा आप इसे सामान्य हल मे रखे पुनः आप देखेगे की आपको प्राप्त होगा आप देखेगे की sin μx−a हल है या sin μx−a अन्य हल है परंतु यह वास्तव मे अचर गुणन है एक दूसरे के जो की आपने देखा प्रयोग करते हुए यह आंशिक संबंध जैसे भी कहते है यह कैसे आइगन मानो को sin μx−a0 देते है तो मैं इसे लिखती हूँ मैं इसे कुछ दिखाना चाहती हूँ यहाँ मैं वास्तव मे सामान्य रूप से लिखना चाहती हूँ यह प्रश्न a से b डोमैन मे तो हम वास्तव मे परिमित डोरी a से b मे ज्ञात करे a तथा b परिमित संख्याएँ है a से b परिमित डोरी है तो परिमित डोरी की परिमित लंबाई है आप इसे a0 तथा bL बनाए ताकि यह अनावश्यक गणनाओं से बच सके परंतु कुछ भी केवल अंदर की चीज को प्राप्त करने के लिए यदि आप वास्तव मे सामान्य a तथा b ताकि आप इसे देख सके की वास्तव मे आप इसके साथ अंत करेगे केवल एक आइगन फलन sin μx−a है हालांकि आपके पास sin μx−a है अन्य हल के रूप मे परंतु यह वास्तव मे sin μx−a का अचर गुणन है तो अंततः आप के सम्बद्ध प्राप्त करेगे जब Mu यहμnπb−a r n123 है आपके पास एक आइगन फलन sin μx−a है तो आप इसे कुछ Xnsinnπx−a b−a कहेगे तो यह आपका आइगन फलन है आइगन मानो या λn−n2π2b−a2 तो n123 तो यह आइगेन मान तथा आइगेन सदिश है तो इसके लिए आपको यह प्राप्त होता है तो यदि आप तो आप वास्तव मे आप इसी प्रकार a तथा b की जगह 0 से L मे आप कार्य कर सकते है तो आप a0bL ले तो तब गणना आसान होगी तो बहुत सी स्थितियों मे हमने इससे a से b मे हल किया है तो आपकी समझ के लिए यह अच्छा है की आप यह गणना करे तो आपने ज्ञात किया आपका Xn क्या है n123 के सम्बद्ध λ−μ2 के सम्बद्ध तो आप इस T समीकरण को हल करने की कोशिश करे तो T μ2c2T 0 अब t0 t समय है जो धनात्मक ही होता है तो T समीकरण प्रत्येक n के लिए तो आप इसे लिख सकते है तो इस प्रकार आपको प्रत्येक n के लिए ODE का निकाय मिलता है आपके पास T मे द्वितीय क्रम की ODE है तो स्वैच्छिक अचर है तो यह उपरोक्त समीकरण का सामान्य हल है अब आप जानते है की तो एक बार जब आप n को निश्चित करे आपके पास Xn तथा Tn है तो आप जानते है की un x tXnTn तो प्रत्येक n को आपने Xn तथा Tn कहते है तो आप इस एक को हल कहते है तो आपके पास यह एक हल है तो यह a से b डोमैन मे वेव समीकरण का हल है आप जिसका प्रयोग करते है वह सीमा प्रतिबंध है प्रारम्भिक प्रतिबंध नहीं है प्रत्येक n123 के लिए प्रारम्भिक प्रतिबंधों का प्रयोग करेगे या वेव समीकरण तथा सीमा प्रतिबंधों के हल के लिए अब आप इन सभी हलों को मिला दे आप उनका परिमित संयोजन ले आप उन्हे योग करे आप परिमित संख्या n मे 1 से N तक ले मानते है की यह भी एक हल है यह सभी रेखिक संयोजन होमोजिनिऔस वेव समीकरण का हल है तो यदि आप इनके हलों का योग करे तो यह भी हल है तथा आप देखते है की n 1 से अनंत तक हो तब भी यह हल है आप केवल यह प्रदर्शित करे की यह श्रेणी वास्तव मे एक समान अभिसारी है तथा प्रारम्भिक डेटा पर कुछ प्रतिबंध लगाए तो डेटा विषेशरूप से प्रतिबंधों के लिए आपके पास f तथा g है आपका प्रारम्भिक डेटा f इस प्रकार का हो की यह दोहरा अवकलनीय हो तो f तृतीय अवकलनीय f"' खण्डशह संतत हो तथा g" खण्डशह संतत हो इन प्रतिबंधों के अंतर्गत जब f" तथा g" खण्डशह संतत फलन है मैं वास्तव मे प्रदर्शित कर सकती हूँ की यह योग एक समान अभिसारित है यह अनंत योग तो हम यह नहीं करेगे हम हमेशा यही मानेगे की आप ऊपरी स्थिति का प्रयोग करते है इन सभी हलों के लिए चाहे यह अनंत हो यह हल होगा केवल यदि यह श्रेणी एक समान अभिसारी हो यह विशेष प्रतिबंधों के अंतर्गत यह संभव है प्रारम्भिक डेटा पर अर्थात f' खण्डशह संतत है तथा g" खण्डशह संतत है तब वास्तव मे मैं प्रदर्शित कर सकूँगी की श्रेणी एक समान अभिसारी है यह ज्ञात है यह प्रमेय है प्रमाण के साथ चलिए मानते है की आप यह हमेशा करते है इन सभी हलों के अध्यारोपण के अनुसार यह भी हल है तो यह तो यह आपका हल है तो जब यह वास्तव मे हल है यह वेव समीकरण का हल है केवल यदि यह श्रेणी एक समान अभिसारित है इसका अर्थ है की यह अवकलनीय है तथा आप अवकलन करे यदि आप उदाहरण के लिए ut या ux का अवकलन करे आप पद के बाद पद का अवकलन करे इसका अर्थ है श्रेणी दोनों चरो x तथा t मे एक समान अभिसारी है यह आप प्रदर्शित कर सकते है तो गणितीय रूप से यह ज्ञात है की एक समान अभिसारी है तथा प्रारम्भिक डेटा पर कुछ विशेष प्रतिबंधों मे जिसके कारण मैं मानती हूँ की यह अध्यारोपण सिद्धान्त है इसका अर्थ है की इन सभी un का योग आप कल्पना कर सकते है की यह हल है तब आप अपने An तथा Bn को अचर गुणन से ज्ञात कर सकते है हम देखेगे की प्रारम्भिक प्रतिबंधों के प्रयोग से यह कैसे किया जाता है ताकि यह हल हो तब प्रारम्भिक डेटा से प्राप्त होता है प्रारम्भिक डेटा क्या ux0f है यह axb तो यह क्या है अब मैं दोनों तरफ अचर गुणन करती हूँ आइगन फलन के साथ आइगन फलन sinnπx−ab−a है तो यह आपका आइगन फलन है तो आपके पास मूलतः आप इस फलन आपके पास फुरियर श्रेणी है तो प्रतिलोम रूपान्तरण के लिए ओर कुछ नहीं परंतु तो आपका An का फुरियर रूपान्तरण के बारे मे सोच सकते है ताकि आपको यह आपके अचर गुणन से प्राप्त हो सके तो केवल इसी प्रकार हमने स्ट्रीम लीऔविल्ले सिद्धान्त मे देखा था तो आप अचर गुणन करे तो आप देख सकते है की आप अचर गुणन करे जिसका अर्थ है की आप दोनों ओर समाकलन करे मैं इस आइगन फलन को गुणा करूंगी यदि मैं दोनों ओर गुणा करू तथा समाकलन करे a से b तो आपको केवल Am प्राप्त होगा अन्य पद 0 हो जाएगे क्योकि यह आपस मे ओर्थोगोनल है यह आइगन फलन ओर्थोगोनल समुच्चय बनाता है जो की आपने देखा है जिसे की हमने स्ट्रीम लीऔविल्ले मे देखा था स्ट्रीम लीऔविल्ले सिद्धान्त करते समय तो यदि आप ऐसे करे की तो यह आपको प्राप्त होगा इसका अर्थ है मुझे पता है की मेरा An क्या है जिसका अर्थ है Am को An की तरह लिखा जा सकता है तो आप लिख सकते है अब मैं अब जानती हूँ मेरा है तो यह संख्या है यदि आप f को जानते है की यह n's के लिए सत्य है तो यहाँ वास्तव मे हल यह है वेव समीकरण का सीमा प्रतिबंध तथा प्रथम प्रारम्भिक डेटा है अब प्रारम्भिक प्रतिबंध 1 का प्रयोग करने पर मुझे ज्ञात है की यह मेरा An है अब दूसरे प्रारम्भिक डेटा का प्रयोग कीजिए Bn ज्ञात करने के लिए ताकि मुझे An Bn के बारे मे सब ज्ञात हो इसका अर्थ uxt है प्रारम्भिक प्रतिबंध 2 का प्रयोग करे जो की utx0g यह प्रारम्भिक डेटा है तो यदि आप प्रयोग करे की तो आप देखते है की यदि आप t के सापेक्ष अवकलन करते है तो आपको मिलता है तो आपको g के रूप मे यह प्राप्त होता है तो आप यदि इसका प्रयोग करते है तो यदि आप दोनों ओर पुनः इसका प्रयोग करे आइगन फलनों के साथ तथा समाकलन करे देखने के लिए की आपको यह प्राप्त होता है तो इसका अर्थ है यदि आप इसे वास्तव मे लिखे मैं जानती हूँ की मेरा Bn n123 क्या है तो यह मेरा An तथा Bn है इस u मे तो यह मेरा सामान्य हल है तो यह हल है अब यह सब कुछ संतुष्ट करते है तो हम वापस लिख सकते है तो इसका अर्थ है इस AnBn के साथ uxt सामान्य हल अब आवश्यक हल है तो यह उपरोक्त An तथा Bn के साथ हल है तो An तथा Bn प्रारम्भिक डेटा f तथा g के सम्मिलित कर समाकलन दिया गया है तो यदि आप f तथा g पर आप प्रतिबंधों का प्रयोग करे आप वास्तव मे प्रदर्शित करेगे की यह श्रेणी एक समान अभिसारी है यह आप पहले ही मान सकते है तो यह आपका सामान्य हल है जो आप चाहते है जो की वेव समीकरण तथा सीमा प्रतिबंधों को संतुष्ट करती है तथा An Bn की प्रारम्भिक डेटा से गणना करते है इसका अर्थ है की यह हल है जो की सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो यह परिमित डोमैन मे वेव समीकरण का प्रारम्भिक सीमा मान समस्या का हल है तो मैं साधारण रूप से मैं यहाँ एक टिप्पणी करना चाहती हूँ की यदि मैं डोमैन a से b मे लेते है क्यो a से b a0b0 या कोई ab a∈ R तथा b∈ R किसी a≠b क्योकि इसके कारण यह सभी गणनाएँ सम्मिलित हो जाती है तो हमारे पास केवल परिमित डोरी के लिए है तो इसका अर्थ है मैं सरलीकरण के लिए a0bL चुन सकती हूँ तो यदि आप इसके साथ कार्य करते है आप देखते है की डोरी के इस समीकरण का हल होगा जो की आपको प्राप्त होगा जो की आपका हल है 0xL तथा t0 के लिए तो यह अंतर है केवल की आप a से b को 0 से L मे बदल सकते है केवल x a axb लेकर तथा आप t के लिए एक डोमैन की तरह सोच सकते है तो इस रूपान्तरण के साथ x डोमैन मे आप देख सकते है की आपका डोमैन 0 से L मे रूपांतरित हो जाता है तो आप इस प्रकार या आप सीधे सोच सकते है आप 0 से L ले तथा कार्य करे तो आप देखेगे की आपको यह मिलेगा जहां An कुछ होगा जहां आप इस An Bn को रखेगे आप रखेगे a0b aL तो इस प्रकार आप यहाँ इसे हल कर सकते है तो आप इस विडियो को देखिये ओर आप इस पर 0 से L तक कार्य कीजिए यह काफी होगा तो अब आगे से परिमित डोरी के रूप मे मैं केवल 0 से L को लूँगी ताकि गणनाएँ आसान हो तो इस प्रकार आप परिमित डोमैन मे वेव समीकरण को हल कर सकते है तो अंतर केवल प्रारम्भिक डेटा का है हम केवल प्रारम्भिक डेटा के रूप मे f तथा g का मान दे सकते है केवल सीमा डेटा दोनों सिरो पर निश्चित होगा अब आप इसे दोनों ओर से मुक्त कर सकते है या संयोजन बना सकते है तो यह जो भी हो आपके पास अलग प्रश्न होगा जो मैं अभी परिभाषित करूंगी तो प्रत्येक प्रश्न जो आपके पास है तो आपके पास utt−c2uxx0 0xL प्रकार का एक प्रश्न है मैं 0 से L को तथा प्रारम्भिक डेटा को ux0futx0g चुनती हूँ अब यह सीमा प्रतिबंध है यह वह है जिसे हमने पहले निश्चित कर दिया था अब हम इसे मुक्त रखते है तो आपके पास ux0t0 है तथा साथ ही दूसरे सिरे L पर आप इसे मुक्त रखते है या आप एक सिरा मुक्त तथा एक निश्चित कर सकते है जो की यह होगा या आप इनका संयोजन कर सकते है तो ux 0t k1 u 0 t0 k डोरी के एक सिरे पर अचर है तथा दूसरे सिरे पर आप इसे बना सकते है आप इस स्प्रिंग को जोड़ सकते है k जड़ता वाली स्प्रिंग यदि आप ऐसा ux Lt k2 u Lt 0 करे तो इस प्रकार यह अबसोरबिंग सीमा प्रतिबंध है तो ऊर्जा कुछ भी हो तो यह वेवस कुछ भी हो एक सिरे पर अबसोरब हो जाती है तो इस प्रकार आप बना सकते है चाहे प्रश्न कुछ भी हो यह आपकी स्ट्रीम लीऔविल्ले सीमा मान प्रश्न की तरह बन जाएगी तो आप देख सकते है की स्ट्रीम लीऔविल्ले y तथा y' तो यह है c1 y c2 y0 जो आपको संयोजन के रूप मे प्राप्त होता है जहां दोनों शून्य नहीं है तो यदि आप यहाँ चुने तो आपको x0 पर k1yy0 प्राप्त होगा इसी प्रकार यह k2 yy0 आपको दूसरे से प्राप्त होगा xL पर तो इस प्रकार आपको अपनी स्ट्रीम लीऔविल्ले सीमा समस्या मिलेगी यदि आप इस अबसोरबिंग सीमा प्रतिबंधों को चुने तो इस प्रकार आप एक रूप बना सकते है तो हम एक प्रश्न बना सकते है इस के साथ या इस के साथ तो आप इन तीनों प्रश्नो पर कार्य कर सकते है अवधारणा बस यह है की सीमा प्रतिबंधों का प्रयोग कर के स्ट्रीम लीऔविल्ले प्रश्न को निकाले तथा सीमा प्रतिबंधों के प्रयोग से इसके आइगनमानो तथा आइगन फलनों को ज्ञात करे इन आइगनमानो से सम्बद्ध आप अन्य ODE को चरो Tn को प्रथक कर हल कर सकते है तथा अंततः प्रत्येक n के लिए गुणा करे इन विच्छिन आइगन मानो को जिससे आपको एक चीज मिलेगी जो हल भी है वेव समीकरण तथा सीमा प्रतिबंधों का इनका अध्यारोपण बनाए वो भी हल होगा अवधारणा से वेव समीकरण का सीमा प्रतिबंधों के साथ अब सीमा डेटा का प्रयोग करे केवल अचर गुणन का प्रयोग करे इन आइगन फलनों का जिन्हे आपने स्ट्रीम लीऔविल्ले प्रश्न से प्राप्त किया है तथा अनंत योग मे सम्मिलित अज्ञातों को प्राप्त करने के लिए तो आप अपनी प्रारम्भिक सीमा मान प्रश्न को पूरी तरह से हल कर सकते है एक परिमित डोमैन 0 से L मे वेव समीकरण का किसी भी सीमा प्रतिबंधों के साथ तो मैं इसे अभ्यास के लिए छोड़ती हूँ तो मैंने अचानक आपको ग्रहकार्य दे दिया तो आप कार्य कर सकते है आप इसे इन मे से कोई भी सीमा प्रतिबंध ले सकते है तथा इस प्रश्न की तरह ही कर सकते है जैसे पहले के उदाहरण मे मैंने निश्चित सिरे के लिए किया था तो अगले विडियो मे हम वेव समीकरण के बचे हुए प्रश्नो पर चलेगे तथा द्विविमीय वेव समीकरण तथा वृत्तीय डोमैन मे विशेष प्रारम्भिक डेटा को देखेगे यही पर हम बेसल समीकरण को देखेगे बेसल समीकरण के लिए स्ट्रीम लीऔविल्ले प्रश्न तो हम अगले विडियो मे देखेगे